तो उस पिछले विषय में हमने 3 फेज फॉल्ट देखा है लेकिन उस स्थिति में हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से ZBUS एल्गोरिदम और कुछ संख्यात्मक अंकों के लिए था जिसे हमने हल किया है लेकिन सवाल यह है कि ZBUS में हमें ZBUS मैट्रिक्स होना आवश्यक है ठीक तो आज हम दूसरी चीज शुरू करेंगे जो कि आपका सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स है क्योंकि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स आपके फॉल्ट अध्ययनों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश फॉल्ट वास्तव में अनसिमेट्रिकल या असंतुलित प्रकार के फॉल्ट है इसलिए अनसिमेट्रिकल कंपोनेंट्स आपका आसान है मेरा मतलब है कि इस तरह के फॉल्ट विश्लेषण के लिए लागू होगा तो आइए अब हम आपके सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पर आते है तो आम तौर पर एक संतुलित प्रणाली विश्लेषण एकल फेज के आधार पर किया जा सकता है जिसे हमने 3 फेज फॉल्ट के लिए भी देखा है एक फेज में वोल्टेज और धारा का ज्ञान अन्य 2 फेजों में वोल्टेज और धारा को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि यह एक संतुलित प्रणाली है वास्तविक और प्रतिक्रियाशील पॉवर प्रति फेज मानों के अनुरूप तीन गुना है तो यह संतुलित प्रणाली के लिए है लेकिन जब सिस्टम असंतुलित होता है तो वोल्टेज धाराएँ और फेज प्रतिबाधाएँ आमतौर पर असामान होती है तो असंतुलित संचालन परिणाम कर सकता है जब लोड असंतुलित होता है यह एक चीज है तो लोड असंतुलित होने का मतलब है कि सभी तीन फेज लोड अलग अलग हो सकते है और यह अपने कम वोल्टेज वितरण प्रणाली के लिए अधिक लागू होता है उदाहरण के लिए हमारे देश में 11 KV वितरण प्रणाली या इस दुनिया के कुछ हिस्सों में भी तो कभी कभी ऐसा हुआ की तीन फेज में वितरण लोड संतुलित नहीं है यह एक चीज है दूसरी चीज की एक ही सब स्टेशन से एक ही फीडर से 1 फेज 2 फेज या 3 फेज लोड की आपूर्ति की जाती है तो उस स्थिति में आपकी सिस्टम असंतुलित हो जाती है और दूसरा पहलू यह है की असंतुलित सिस्टम संचालन परिणाम कर सकता है जो कि अनसिमेट्रिकल फॉल्ट के कारण होता है उदाहरण के लिए आपकी लाइन से लाइन फॉल्ट डबल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट जिसे L L G कहा जाता है और सिंगल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट ठीक इस तरह के असंतुलित संचालन का विश्लेषण सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के माध्यम से किया जा सकता है जहाँ असंतुलित तीन फेज वोल्टेज और धाराओं को संतुलित वोल्टेज और धाराओं में तीन सेट में परिवर्तित किया जाता है जिसे सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है तो अब एक अन्य प्रकार की फॉल्ट होती है लेकिन बहुत कम होती है जो कि आपके कंडक्टर को खोलना है मान लीजिए कि एक फेज का कंडक्टर खोलने का अर्थ है हटा देना तो ये बहुत दुर्लभ है लेकिन सवाल यह है कि इसे भी खुले कंडक्टर फॉल्ट कहा जाता है लेकिन हम देखेंगे जब हम असंतुलित या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट विश्लेषण के लिए जाएंगे तो आपके असंतुलित तीन फेज प्रणाली के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स यह है तो तीन फेज प्रणाली के असंतुलित फेजरस को संतुलित फेजों के निम्नलिखित तीन घटक सेटों में हल किया जा सकता है जिसमें कुछ समरूपता होती है इसका मतलब है कि असंतुलित फेजरस के लिए वोल्टेज या धारा को हम संतुलित फेजरस के तीन घटक सेटों में बना सकते है और इसमें कुछ समरूपता है इसका मतलब है पहली चीज यह है कि आपके तीन फेजों के सेट परिमाण में बराबर है एक दूसरे से 120 डिग्री फेज में विस्थापित है और मूल असंतुलित फेजरस के सामान फेज सीक्वेंस है और संतुलित फेज के इस सेट को पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स कहा जाता है तो तीन फेजों का एक सेट परिमाण में बराबर है लेकिन एक दूसरे से 120 डिग्री से विस्थापित है जिस तरह से हमने संतुलित प्रणाली को हल किया है ठीक और यह मूल असंतुलित फेजर संतुलित फेज के इस सेट को पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स कहा जाता है इसी प्रकार तीन फेजों का एक सेट फिर से परिमाण में एक दूसरे से 120 डिग्री से विस्थापित है और फेज सीक्वेंस मूल फेज के विपरीत है मेरा मतलब है अगर यह पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए है यह a b c है तो यह वाला इसके विपरीत a c b सीक्वेंस होगा और संतुलित फेज के इस सेट को नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट्स कहा जाता है और आखिरी 3 फेजों का एक सेट है जो 0 फेज विस्थापन के साथ परिमाण में बराबर है उनके बीच कोई फेज विस्थापन नहीं है लेकिन उनके पास प्रत्येक से सामान परिमाण है और इस सेट को जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स कहा जाता है तो इस सेट के कंपोनेंट्स सभी समान है मेरा मतलब है वे सभी सामान है क्योंकि उनके पास सामान परिमाण है तो इसलिए संतुलित फेजों के इन तीन सेटों को मूल असंतुलित फेज के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स कहा जाता है तो मान लें कि तीन फेज a b c द्वारा दर्शाए गए है और ऐसे फेज सीक्वेंस a b c को पॉजिटिव सीक्वेंस कहा जाता है तो यह वही है जो आप जानते है यह आप पहले से ही जानते है हमने इसे पहले ही किया है यह तीन फेज प्रणाली है तो यह a b c है तो यह a b c सीक्वेंस वास्तव में पॉजिटिव सीक्वेंस है अब Va Vb Vc को संतुलित वोल्टेज कहते है जो कि फेजर में है जो सामान परिमाण और 120 डिग्री के अंतर द्वारा एक दूसरे से अलग है जिसे आप भी जानते है तोफिर इस सेट को फेज सीक्वेंस a b c या पॉजिटिव सीक्वेंस कहा जाता है जो कि हमने 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन को हल करने के समय थोड़ी बहुत अध्ययन किया है तो Vb 120 डिग्री से Va से पीछे होता है यह आप जानते है और Vc Vb से 120 डिग्री से पीछे होता है जिसे भी आप जानते है तो हम इस तरह की परिभाषा बना सकते है मान लें कि आपका Va एक रेफ़रेंस फेजर है मान लीजिए अगर हम इस तरह रखते है तो यह रेफ़रेंस फेजर है तो Vb Va से 120 डिग्री से यहाँ पीछे होता है और Vc Va से 240 डिग्री से पीछे हो जाता है या अन्यथा Vc Va से 120 डिग्री से आगे की ओर जाता है तो अगर हम इस तरह से परिभाषित करें तो Va Va के बराबर है जो कि एक रेफ़रेंस फेजर है Vb बीटा वर्ग Va के बराबर है और Vc बीटा Va के बराबर है जहाँ कॉम्प्लेक्स संचालित बीटा परिभाषित होती है βej120 इसका मतलब है इस के निम्नलिखित गुण है 2ej240e j120 इसी तरह 2β और 31 और 1β20 यह शर्तें अभी लागू होंगी अब इस स्थिति में VbVa∠ 120 यहाँ यह चित्र है इसका मतलब VbVae j1202Va क्योंकि 2ej240e j120 तो हम Vb2Va लिख सकते है यही कारण है कि यहाँ हम Vb2Va लिख रहे है इसी प्रकार VcVa∠ 240क्योंकि यह Vc Va से 240 डिग्री से पीछे होता है तो VcVa∠ 240जो कि हमने आपका यह VcVa120दिया है मतलब Vaej120 मतलब VcβVaइसका मतलब हम यहाँ VcβVa लिख रहे है तो इसका मतलब यह VaVbVc को हम कॉम्प्लेक्स संचालन के पदों में लिख रहे है जहाँ βej120 है अगला यदि सीक्वेंस a c b है मेरा मतलब है यदि यह एक नेगेटिव सीक्वेंस है तो फिर VaVa अब VbβVa और Vc2Va अब सीक्वेंस a c b है इसका मतलब है Vc Va से 120 डिग्री से पीछे होता है यह आपका 120 डिग्री है और यह भी आपका 120 डिग्री है और Vb Va से 240 डिग्री से पीछे होता है अभी हमने जो कुछ पहले किया था वह 2 था अब यह हो जाएगा वह था अब यह 2 हो जाएगा इसलिए VbVa∠ 240Vaej120βVa इसी प्रकार यह VcVa∠ 120Vae j1202Va तो VbβVa यहाँ और Vc2Va ठीक अब मान लें सब स्क्रिप्ट 1 2 और 0 क्रमशः पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस और 0 सीक्वेंस को सूचित करती है यह वास्तव में एक कन्वेंशन है तो अगर Va Vb और Vc वोल्टेज फेजर के असंतुलित सेट का प्रतिनिधित्व करते है तो तीन संतुलन सेट को लिखा जाता है Va1 Vb1 Vc1 यह पॉजिटिव सीक्वेंस सेट है Va2Vb2Vc3 नेगेटिव सीक्वेंस सेट है और Va0Vb0Vc0 जीरो सीक्वेंस सेट है तो इस तरह से हमने इसे बनाया हैलेकिनVaVa1Va2Va0 VbVb1Vb2Vb0VcVc1Vc2Vc0 तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस सेट है संतुलित पॉजिटिव सीक्वेंस फेज का एक सेट अब उसी तरह से हम लिखेंगे जिस तरह से हमने a b c सीक्वेंस को यहाँ देखा है यह भी संतुलित पॉजिटिव सीक्वेंस फेजर है और सीक्वेंस आपका a b c है इसलिए जिस तरह से हमने लिखा था कि यह है हम फिर से Va1 नहीं लिख रहे है यहVb12Va1 Vc1βVc1 है यह a b c सीक्वेंस के लिए है यह भी हम इसे Va1 Vb1 Vc1 बना रहे है यह a b c सीक्वेंस है यहाँ उनका पॉजिटिव सीक्वेंस नेगेटिव सीक्वेंस है और यह चीज आपके 0 सीक्वेंस कंपोनेंट्स है एक ही चीज आएगी तो पॉजिटिव सीक्वेंस के लिए फेज a के लिए यह वाला Va1 फेज b के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस Vb12Va1 फेज c के लिए पॉजिटिव सीक्वेंस Vc1βVc1 है समीकरणों में केवल आपको Va1 Vb1 Vc1 का प्रतिनिधित्व करना है इसी तरह एक ही चीज a c b सीक्वेंस पालन करेगी जो कि संतुलित नेगेटिव सीक्वेंस फेजर का एक सेट है यह Va2 Vb2βVa2 Vc22Va2 है यह समीकरण 3 है अब जीरो सीक्वेंस फेजर का सेट वे सभी सामान है तो यह Va0 Vb0Va0 और Vc0Va0 होगा यह समीकरण 2 3 और 4 है अब यह इन तीन फेजों Va Vb Vc को पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस फेजर के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसका मतलब है VaVa1Va2Va0 तो यहाँ हम VaVa1Va2Va0 लिख सकते है यह समीकरण 5 है VbVb1Vb2Vb0 यह समीकरण 6 है और VcVc1Vc2Vc0 यह समीकरण 7 है अब यह आपका पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स है यहाँ हमने इसे Va1 बनाया है तो Vb12Va1 और Vc1βVc1 यह नेगेटिव सीक्वेंस है रेफ़रेंस Va2 पर Vc22Va2 और आपका Vb2βVa2 यह आपका जीरो सीक्वेंस है यह पॉजिटिव नेगेटिव और यह जीरो सीक्वेंस सभी एक ही फेज में है ठीक मेरा मतलब यह Va0 है यह Vb0Va0 है और Vc0Va0 क्योंकि उनके पास सामान परिमाण है तो आपके असंतुलित वोल्टेज फेजर के सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स है तो आसानी से आप इसे बना सकते है अब आप समीकरण 5 6 और 7 को रेफ़रेंस फेजर VaVa1Va2Va0 के पदों में व्यक्त करे इसलिए धारा भी उसी तरह आएगी VaVa1Va2Va0 तो Vb2Va1βVa2Va0 तो यह Vb है इसी तरह आपका VcβVa12Va2Va0 इसका मतलब है कि यह Va Vb Vc सभी वास्तव में Va1Va2Va0 और उस कॉम्प्लेक्स संचालन द्वारा दर्शाया गया है तो यह समीकरण 8 9 और 10 है अब इस समीकरण को आपने मैट्रिक्स रूप में रखा है तो यह Va Vb Vc होगा और यह Va Vb Vc 1 1 1 2 1 2 1 Va1 Va2 Va0 होगा तो ये तीन समीकरण आप इसे मैट्रिक्स रूप में रखते है अगला यह समीकरण है यह समीकरण केवल हम VpAVs इस तरह से लिख सकते है जहाँ VpVa Vb VcT ठीक और VsVa1 Va2 Va0 T और A1 1 1 2 1 2 1 यह समीकरण 13 है तो यह समीकरण 12 इस समीकरण को VsA 1Vp के रूप में लिखा जा सकता है यह समीकरण 14 है तो A 1131 2 1 2 1 1 1 लेकिन आपको उसकी सीधे तरीके से विपरीत लेने की जरुरत नही है मैं आपको एक कार्यप्रणाली दिखाऊंगा कि कोई मूल रूप से A 1AT लिखने के लिए कैसे याद कर सकता है इसलिए यदि आप इस मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स संयुग्म को लेते हैं जो कि आपका A मैट्रिक्स है तो आप इस मैट्रिक्स के कॉम्प्लेक्स संयुग्म को लेते हैं जो कि समीकरण 13 है तो A1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 आप इस मैट्रिक्स के ट्रांस्पोज को लेते है तो AT1 2 1 2 1 1 1 तो समीकरण 15 और 16 का उपयोग करते हुए यह आपका A 113AT है यह समीकरण 17 है तो यदि आप A मैट्रिक्स को जानते है तो यह याद रखना आसान है यह याद रखना आसान है तो समीकरण 14 और 15 का उपयोग करके हमें मिलता है तो हम समीकरण 14 पर वापस आते है तो यह समीकरण 14 है जहाँ VsA 1 Vp और इसका मतलब है Va113VaβVb2Vc यह समीकरण 18 है Va213Va2VbVc यह समीकरण 19 है Va013VaVbVc यह समीकरण 20 है तो इसी तरह के विधि को धारा के पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट्स पर लागू किया जाता है तो इस स्थिति में वोल्टेज के लिए सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स परिवर्तन ऊपर दिए गए है धारा के सेट के लिए भी इसी विधि को लागू किया जा सकता है इसलिए IaIa1Ia2Ia0 यह समीकरण 21 है IbIb1Ib2Ib0 और IcIc1Ic2Ic0 तो यह समीकरण 23 है वोल्टेज की तरह आपको Ia113IaβIb2Ic मिलेगा यह समीकरण 24 है Ia213Ia2IbβIc यह समीकरण 25 है और Ia013IaIbIc यह समीकरण 26 है वोल्टेज और धारा के लिए सामान विधि अगला आपकी पॉवर इनवैरिएंस है तो हमें यह दिखाना है कि पॉवर समीकरण की मूल चीज और परिवर्तन दोनों ही मेल खा रहे है तो तीन फेज प्रणाली में कॉम्प्लेक्स पॉवर दिया गया है जिसे हम लोग पहले ही देख चुके है SVpTIpVa Vb Vc Ia Ib Ic VaIaVbIbVcIc यह समीकरण 27 है और SVpTIpAVsTAIsVsTATAIs यह वास्तव में समीकरण 28 है अब ATA31 0 0 0 1 0 0 0 1 का अर्थ है कि यह आपका ATA है तो इसका मतलब हैS3VsTIs3 Va1Ia13Va2 Ia23Va0Ia0 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स के पॉवर का योग तो इसका मतलब है S जो भी आपको यहाँ मिलता है समीकरण 27 के बराबर है जो वास्तव में समीकरण 29 है मेरा मतलब वे सामान होने चाहिए तो अब ट्रांसमिशन लाइनों के सीक्वेंस प्रति बाधा इसलिए अब हमें प्रत्येक कम्पोनेंट के सीक्वेंस प्रति बाधा के लिए जाना है विशेष रूप से ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर फिर सिंक्रोनस मशीन तो देखें कि यह कैसे बनेगा तो ट्रांसमिशन लाइन वास्तव में एक स्थिर युक्ति है और इसलिए फेज सीक्वेंस का प्रति बाधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि धारा और वोल्टेज लाइन के सामान ज्यामिति का सामना करते है इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि यह एक स्थिर युक्ति है और इसलिए फेज सीक्वेंस का प्रति बाधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि धारा और वोल्टेज लाइन के एक ही ज्यामिति का सामना करते है इसलिए ट्रांसमिशन लाइनों के पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस प्रति बाधा बराबर होते है यही कारण है कि Z1Z2 ये 2 ट्रांसमिशन लाइन के लिए सामान है और लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि जीरो सीक्वेंस धारा Va0 के साथ फेज में होता है तो इसलिए आपका Ia0 वोल्टेज के ही सामान होता है मतलब Ia0Ib0Ic0 ये फेज में है और फेजों के माध्यम से प्रवाह करते है मतलब की a b c कंडक्टर के द्वारा और ग्राउंडेड न्यूट्रल के माध्यम से वापस आ जाते है तो ग्राउंड या किसी भी परिरक्षण तार जीरो सीक्वेंस के पथ में होता है और जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा Z0 है ठीक इसलिए ट्रांसमिशन लाइन के लिए किसी भी परिरक्षण तार पर ग्राउंड जीरो सीक्वेंस के पथ में है और जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा जो कि Z0 है जिसमे ग्राउंड के माध्यम से वापसी पथ का प्रभाव शामिल है मतलब कि Z1 और Z2 से अलग है तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए Z0 सीक्वेंस प्रति बाधा अलग है तो Z0 के बारे में विचार प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन के 0 सीक्वेंस प्रति बाधा आप तीन फेज लाइन की केवल एक मीटर लंबाई पर विचार करेंगे जैसा कि चित्र 2 में दिखाया गया है मेरा मतलब है कि यह चित्र ठीक है तो इस ग्राउंड सतह को वास्तव में एक समतुल्य काल्पनिक कंडक्टर के रूप में अनुमानित किया गया है जो आपके तीन फेज में से प्रत्येक से एक औसत दूरी पर स्थित है वास्तव में यह Dn मैंने इसे बहुत करीब से दिखाया है मुझे इससे थोड़ा दूर दिखाना चाहिए था लेकिन छोड़िये ग्राउंड की सतह का अनुमान लगाया गया है और यह ग्राउंड है यह एक समतुल्य काल्पनिक कंडक्टर के लिए ग्राउंड है और प्रत्येक तीनों फेजों से एक औसत दूरी Dn पर स्थित है तो यह एक धारणा है तो फेज कंडक्टर्स जीरो सीक्वेंस धारा को एक ग्राउंडेड न्यूट्रल के माध्यम से वापसी पथ के साथ ले जाते है तो इसलिए यह एक साधारण चीज है आप एक साधारण चीज लेते है जो कि एकुईलेटरल स्पेसिंग दूरी D D D है जीरो सीक्वेंस धारा यहाँIa0Ib0Ic0 है ठीक और यह फेज कंडक्टर जीरो सीक्वेंस धारा को ले जाते है एक ग्राउंडेड न्यूट्रल के माध्यम से पथ पर लौटते है और Dn वास्तव में किसी भी फेज से न्यूट्रल के बीच औसत दूरी को लिया गया है यह केवल उस जीरो सीक्वेंस प्रति बाधा को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सन्निकटन है ठीक